अभिवादन और TALG टीचिंग एंड लर्निंग इन जनरल प्रोग्राम के मॉड्यूल 1 की इकाई 4 में आपका स्वागत हैI इकाई 3 में हमने टीचिंग और लर्निंग में 3 प्रमुख शब्दों को समझने की कोशिश की अर्थात् लर्निंग असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन लर्निंग नया ज्ञान व्यवहार कौशल मूल्य प्राथमिकताएं या समझ प्राप्त करना है और लर्निंग के कई सिद्धांत हैं और समय की प्रगति के साथ लर्निंग के अधिक सिद्धांत होने की संभावना है लर्निंग को असेसमेंट के माध्यम से मापा और सुगम किया जाता है यह मेरी राय में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शिक्षक को लगातार खुद को याद दिलाना होगा इंस्ट्रक्शन योजना बनाना और अच्छी लर्निंग की सुविधा के लिए लर्निंग की घटनाओं की एक श्रृंखला की व्यवस्था करना है तो इंस्ट्रक्शन लर्निंग की घटनाओं की योजना बनाना है जबकि इंस्ट्रक्शन टीचिंग और कभी कभी एजुकेशन भी ये सभी समानार्थक रूप से उपयोग किए जाते हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी शब्दों का बहुत विशिष्ट अर्थ है फिर उन्हें समझने के साथ साथ हमारे कामों को बेहतर ढंग से करने के लिए उनके विशिष्ट अर्थों के संबंध में उनका उपयोग करने की आवश्यकता है अब यूनिट 4 का उद्देश्य शिक्षकों को आउटकम बेस्ड एजुकेशन की उत्पत्ति को समझने की सुविधा प्रदान करना है समझें कि एक आउटकम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं एक आउटकम के स्तर को पहचानें कि आप एक आउटकम स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमने वर्तमान में उन आउटकम के कई स्तरों की पहचान की है यह प्रोग्राम के स्तर पर हो सकता है यह एक प्रोग्राम स्पेसिफिक स्तर पर हो सकता है या यह कोर्स के स्तर पर हो सकता है इसलिए हम उन्हें PO PSO और CO कहते हैं आउटकम स्टेटमेंट को देखकर मैं यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि आउटकम स्टेटमेंट किस श्रेणी का है और किसी को भी इस पर टिप्पणी करने में सक्षम होना चाहिए कि यह उपयुक्तता अवलोकनशीलता और औसत दर्जे का है ये इस इकाई के अपेक्षित आउटकम हैं अब OBE1990 के दशक में शुरू हुआ जब कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप विशेष रूप से स्कूल स्तर पर कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन छात्रों ने वास्तव में क्या सीखा आप जो पढ़ाते हैं उसे हम मापना नहीं चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं उस पर जानकारी होनी चाहिए जो छात्रों ने वास्तव में सीखा है और यह वह आंदोलन है जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था और उसके बाद से लोग टीचिंग के बजाय लर्निंग आउटकम्स की तलाश कर रहे थे शब्द आउटकम बेस्ड एजुकेशन को पहली बार 1994 में विलियम स्पैडी ने अपनी पुस्तक आउटकम बेस्ड एजुकेशन महत्वपूर्ण मुद्दे और उत्तर "और यह मुख्य रूप से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाया गया था तो उस शब्द आउटकम बेस्ड एजुकेशन को विलियम स्पैडी के साथ पहचाना जा सकता है विलियम स्पैडी आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अनुसार स्पष्ट रूप से एक शिक्षण प्रणाली में सब ध्यान और व्यवस्था करना है जो सभी छात्रों को सक्षम होने के उनके सीखने के अनुभव के अंत में सफलतापूर्वक करने में आवश्यक है कृपया ध्यान दें हमने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्या छात्र को करने में सक्षम होना चाहिए ना कि शिक्षक ने क्या सिखाया है और इसका मतलब यह है की स्पष्ट तस्वीर के साथ शुरू करना कि छात्रों के लिए क्या करना है और फिर पाठ्यक्रम इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट व्यवस्थित करना जो कि आखिरकार सीखने के लिए ज़रूरी है इसलिए पाठ्यक्रम शुरू करने या किसी कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए शुरुआती बिंदु वास्तव में आउटकम हैं आप आउटकम के साथ शुरू करते हैं और फिर वहां से आप अपने पाठ्यक्रम के इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट को डिज़ाइन करते हैं और ज़ाहिर है स्पैडी का ध्यान स्कूली शिक्षा पर था और यह प्रस्तावित किया गया है और हर कोई इस पर टिप्पणी करता है लेकिन आज भी अगर आप दुनिया भर में देखते हैं तो हर कोई आसानी से सहमत है यह आउटकम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए लेकिन इसकी पूर्ण विशेषताएं लगता नहीं है कि शिक्षकों द्वारा पूरी तरह से समझा गया है और न ही पाठ्यक्रम डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट जैसी बाद की चीजें आवश्यक रूप से आउटकम का पालन नहीं करती हैं इसलिए हमारे पास प्रभावी रूप से आउटकम बेस्ड एजुकेशन से लाभ उठाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है अब आउटकम ऑफ लर्निंग को देखने के लिए कई शब्दों का उपयोग किया जाता है सीखने के बाद कुछ ऐसा होता है जो एक आउटकम है इस आउटकम को साहित्य में संदर्भित किया जाता है जैसे कि आउटकम्स लर्निंग आउटकम इंटेंडेड लर्निंग आउटकम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव टर्मिनल ऑब्जेक्टिव जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम सबोर्डिनेट स्किल्स सबोर्डिनेट ऑब्जेक्टिव कंपटेंसेस I तो आपके पास शब्दों का एक पूरा समूह है जो उपयोग किया जाता है और आप कुछ और शब्द भी देख सकते हैं जो आउटकम्स के समान हैं तो एक आउटकम क्या है एक आउटकम यह है कि सीखने वाला कुछ सीखने के अनुभव के परिणामस्वरूप क्या कर पाएगा इसलिए जब भी मैं इंस्ट्रक्शन शुरू करता हूं या जब मैं टीचिंग शुरू करता हूं पहली बात यह है कि शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि मैं क्या चाहता हूं कि मेरा छात्र क्या करने में सक्षम हो और यह हमारा संदर्भ बन जाएगा इसलिए मैं उसे कुछ करने में सक्षम बनने के लिए कैसे तैयार करूं यही टीचिंग या इंस्ट्रक्शन है औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में एक शिक्षा का एक आउटकम यह है कि छात्र को एक कार्यक्रम के अंत में एक कोर्स या एक इंस्ट्रक्शनल इकाई में क्या करने में सक्षम होना चाहिए उदाहरण के लिए आपके पास 3 साल का कार्यक्रम है इसलिए 3 साल के कार्यक्रम के अंत में आप चाहते हैं कि आपका छात्र क्या कर पाए या मैं BA अर्थशास्त्र में एक कोर्स पढ़ा रहा हूं सूक्ष्म वित्त पर और सूक्ष्म वित्त पर एक कोर्स के अंत में मेरे छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए वह कोर्स बन जाता है और सूक्ष्म वित्त कोर्स के भीतर मेरे पास एक इंस्ट्रक्शनल इकाई है जो 4 घंटे की गतिविधि है 4 घंटे की गतिविधि के अंत में छात्र को क्या करने में सक्षम होना चाहिए वह एक इंस्ट्रक्शनल इकाई है शिक्षा के संबंध में कई हितधारक हैं चाहे वह नीति निर्माता हों प्रशासक हों अभिभावक हों संभावित नियोक्ता हों छात्र हों संकाय हों किसी भी शिक्षा प्रक्रिया से जुड़े यही हितधारक हैं और आउटकम वास्तव में हितधारकों के बीच एक प्रभावी बातचीत के लिए आधार प्रदान करते हैं न कि उन विषयों की सूची जो एक पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण का गठन करते हैं इसलिए OBE या आउटकम बेस्ड एजुकेशन शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें करिकुलम इंस्ट्रक्शन और एसेसमेंट के बारे में निर्णय एग्जिट लर्निंग के आउटकम से प्रेरित होते हैं जिन्हें छात्रों को पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के अंत में प्रदर्शित करना चाहिए मैं दोहरा रहा हूं जो पहले बताया गया है आउटकम को वास्तव में एक कार्यक्रम को डिजाइन करने और संचालित करने से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों के लिए फोकस या शुरुआती बिंदु है आउटकम बेस्ड एजुकेशन में मुख्य सिद्धांत उत्पाद प्रक्रिया को परिभाषित करता है है मैं कुछ बनाना चाहता हूं मैं कुछ उत्पादन करना चाहता हूं फिर वह प्रक्रिया क्या है जिसके माध्यम से मैं उस उत्पाद का उत्पादन करता हूं इसलिए उत्पाद आउटकम है और प्रक्रिया आपके टीचिंग या जो भी गतिविधियाँ हैं उनकी योजना है यह प्रक्रिया अद्वितीय नहीं है लेकिन हम यह चाहते हैं कि उत्पादन कुछ विशिष्ट विनिर्देशों या कुछ गुणों वाले उत्पाद का उत्पादन हो आमतौर पर गैर उच्च शिक्षा संस्थानों में लोग पक्ष लेते हैं यह ज्यादातर इनपुट बेस्ड एजुकेशन है शिक्षक मानता है कि छात्र के लिए सीखने के लिए कुछ सामग्री महत्वपूर्ण है इसलिए मैं सामग्री सिखाता रहता हूं और जिस तरह का जोर मैंने विभिन्न चीजों पर लगाया वह शिक्षक द्वारा तय किया जाता है या तो अनुमानत या ऑनलाइन जैसा कि आप सिखा रहे हैं और तब मैं कुछ पूरा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं और फिर जो कुछ भी होता है जो भी उस से बाहर निकलता है और हम परिणाम से खुश होते हैं इसका मतलब है कि यह उत्पाद चालित के बजाय संचालित एक प्रक्रिया है जो वर्तमान में अधिकांश इनपुट बेस्ड एजुकेशन है जो वर्तमान में अधिकतर स्थानों पर प्रचलन में है अब OBE के फायदे क्या हैं हम कुछ चीजों को दोहरा सकते हैं पहले रेलीवेंस है अब जब मैं अपने आउटकम्स को लिखता हूं तो मैं इन आउटकम्स को किस उद्देश्य से लिख रहा हूं क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तय करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है या अभ्यास के लिए उपयुक्तता अन्य हितधारकों के लिए हो सकती है उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम का एक स्नातक कुछ चीजें करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है उसे यह अभ्यास करना होगा तो अभ्यास परिभाषित करता है कि क्या आउटकम्स परिभाषित किए जाने चाहिए इसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र में कुछ क्षमता हो मैं उस क्षमता को परिभाषित करता हूं और पीछे की ओर काम करता हूं इसलिए छात्र जो सीख रहा है उसकी रेलीवेंस को अभ्यास के लिए उपयुक्तता और उसे प्राप्त होने वाली क्षमताओं के संबंध में मापा जाता है और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात संस्थानों के भीतर आउटकम्स की पहचान की प्रक्रिया मौलिक प्रश्नों की चर्चा को बढ़ावा देती है यह हमने विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से देखा है जो हमने आयोजित किए हैं जब हम एक कोर्स या एक कार्यक्रम के आउटकम्स की पहचान करने के लिए डिजाइन करने के लिए एक साथ बैठने के लिए 2 या 3 संकाय डालते हैं वे भारी बहस करते हैं वे एक दूसरे के साथ बहस करते हैं इस प्रक्रिया में हर कोई सीखता है और उत्पाद के रूप में बहुत बेहतर है बहुत अधिक अर्थपूर्ण है बहुत बेहतर व्यक्त किया गया है और इसलिए आउटकम्स स्वयं हितधारकों के बीच या शिक्षकों के बीच विचार विमर्श के लिए एक मंच है और फिर क्लेरिटी है कि शैक्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है इसका स्पष्ट विवरण छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए पाठ्यक्रम को स्पष्ट करता है और टीचिंग और लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करता है इसका मतलब यहां तक कि छात्रों और शिक्षकों के लिए चर्चा करने के लिए आउटकम स्टेटमेंट चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाता है तो एक क्लेरिटी है इसका मतलब है एक शिक्षक स्पष्ट रूप से बताते हुए कुछ चीजें ग्रहण कर सकता है और छात्र अपने दम पर कुछ समझ सकता है क्योंकि उसके सामने कोई स्पष्ट कथन नहीं है और जब हमारी समझ अलग अलग है जाहिर है एक अच्छी शिक्षा नहीं हो सकती है तो एक स्पष्ट कथन के माध्यम से एक क्लेरिटी टीचिंग और लर्निंग लिए बेहतर ध्यान प्रदान करेगी और प्रोविजन ऑफ फ्रेमवर्क आउटकम बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान पाठ्यक्रम के एकीकरण के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है यहां पाठ्यक्रम का मतलब पूरे कार्यक्रम से होगा आपके पास 3 साल का कार्यक्रम है और एक कोर्स और दूसरे के बीच संबंध क्या है और वास्तव में क्या सामने आता है जो भी आउटकम हो क्योंकि आप ऊपर से शुरू करते हैं और फिर आप अपने पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करते हैं आप सभी संयोजकता देख सकते हैं चाहे कुछ जुड़ा हुआ है या नहीं तो यह किसी दिए गए पाठ्यक्रम की आलोचना करने के लिए एक पूर्ण ढांचा प्रदान करता है और अकाउंटेबिलिटी क्या पाठ्यक्रम बाहर स्थापित कर रही है आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट बयान उपलब्ध कराने के द्वारा अकाउंटेबिलिटी पर जोर देती है इसका मतलब है मैं छात्रों से पूछ सकता हूं कि क्या आप इन आउटकम को प्राप्त करने में सक्षम हैं या शिक्षक खुद से या विभाग से क्या पूछ सकते हैं क्या आपने छात्रों को इन आउटकम को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है आउटकम अकाउंटेबिलिटी प्रदान करते हैं और तब क्या होता है जब उनके आउटकम स्टेटमेंट को स्पष्ट रूप से कहा जाता है कुछ छात्र सीधे इसे देख सकते हैं और फिर अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी ले सकते हैं यही है कि उन्हें तब तक इंतजार नहीं करना पड़ता जब तक कि शिक्षक ने कक्षा में पूरा नहीं कर लिया हो यह समझने के संदर्भ में कि आउटपुट क्या है यदि उनके पास एक स्पष्ट कथन है तो छात्र स्वयं अपनी सीखने की योजना बना सकता है तो यह सीखने और सिखाने के लिए छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और फिर फ्लैक्सिबिलिटी याद किया जाना चाहिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन शैक्षिक रणनीतियों या शिक्षण विधियों को निर्दिष्ट नहीं करती है बस एक आउटकम बताते हुए इसका मतलब यह नहीं है कि आप यह निर्दिष्ट कर रहे हैं कि आपको कैसे सिखाना चाहिए या यह है कि आपको कैसे योजना बनानी चाहिए उस तरह का कुछ भी नहीं इसलिए कई बार एक संकाय का मानना है कि आप कक्षा में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे आप निर्दिष्ट कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं यहां तक कि आउटकम लिखना भी एक शिक्षक की भूमिका है इसलिए आप निर्दिष्ट कर रहे हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं और आप आकलन कर रहे हैं केवल एक चीज जो आप पूछ रहे हैं वह उस क्रम का अनुसरण है और यह एसेसमेंट के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका भी प्रदान करता है यह हम बाद में बाद के मॉड्यूल में देखेंगे कि एसेसमेंट को आउटकम्स के विवरण से कैसे शुरू किया जा सकता है और यह पाठ्यक्रम मूल्यांकन की सुविधा भी प्रदान करता है यदि कोई यह देखना चाहता है कि आपका पाठ्यक्रम कितना अच्छा है तो यदि आउटकम्स आवश्यक बेंचमार्क प्रदान करते हैं जिसके विरुद्ध पाठ्यक्रम को आंका जा सकता है अगर किसी आउटकम स्टेटमेंट को बहुत कम लिखा गया है कोई कह सकता है कि यह इस विशेष स्तर पर संतोषजनक नहीं हो सकता है और या तो गुंजाइश या आउटकम्स के स्तर को बढ़ाना या कम करना होगा कि यह किसी दिए गए पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान कर सकता है और जैसा कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि OBE के बारे में कई आरक्षण हैं जो कुछ भी आप कहते हैं आप यह करने की कोशिश करते हैं कि पहली बात यह है कि शिक्षक आपत्ति करेंगे अब आप मेरे हाथ बांध रहे हैं कि यह प्रकृति नहीं है इस शिक्षा की भावना के अनुसार नहीं है यह पहला ऐसा है जिसे मैं आम तौर पर अष्ठीवत प्रतिक्रिया कहता हूं आप जो कहते हैं कि आप इस प्रक्रिया का तुरंत पालन करते हैं यह शिक्षा की इस भावना के विरुद्ध है या आगे अगर वे बहुत मजबूत होना चाहते हैं तो वे इसे स्ट्रेट जैकेट के रूप में कहते हैं और वे यह भी कहेंगे कि छात्रों की पहचान नौकरी के लिए तैयार करने से ज्यादा है उदाहरण के लिए यदि आप लेते हैं तो यह अंतिम नहीं है कि यह अच्छी शिक्षा नहीं है या कोई व्यक्ति जो कुछ भी आप शिक्षित कहते हैं और नौकरी की तैयारी के लिए शिक्षित हो रहे हैं वे सबसे पहले विशिष्ट नहीं हैं यदि यह है कि वे पारस्परिक रूप से अनन्य हैं तो आपने अपने कार्यक्रम के लिए खराब आउटकम का चयन किया है और यह निश्चित रूप से एक स्ट्रेट जैकेट नहीं है क्योंकि सामग्री निर्देशात्मक दृष्टिकोण सब कुछ शिक्षक के हाथों में है इसलिए यह निश्चित रूप से शिक्षा की भावना के खिलाफ नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि OBE के बारे में ये आरक्षण गलत हैं लेकिन फिर भी सभी संकायों को इस पर विश्वास नहीं होगा क्योंकि वे अभी भी किसी भी तरह के हस्तक्षेप को शिक्षा के लिए बुरा मानते हैं अब है एक आउटकम स्टेटमेंट की विशेषताएँ आउटकम स्टेटमेंट को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि छात्र को क्या करने या प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए भाषा के संदर्भ में या आउटपुट के संदर्भ में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी अस्पष्ट शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए हम उस तरह की चीज़ पर अधिक समय बिताएंगे और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आउटपुट का विवरण देते हैं यह अवलोकनीय होना चाहिए इसका मतलब है और आकलन करने योग्य जब छात्र कुछ करते हैं या प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आउटकम स्टेटमेंट इस बात से संबंधित है कि छात्र को क्या करने या प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए जो भी प्रदर्शन हो जो भी वह कर रहा है वह अवलोकन योग्य होना चाहिए और यह भी औसत दर्जे का होना चाहिए यदि यह औसत दर्जे का नहीं है तो मैं नहीं कर सकता यह एक आउटकम नहीं है मैं तय नहीं कर सकता कि आउटकम प्राप्त हुआ है या नहीं और हम उस पर अधिक समय खर्च करेंगे छात्र को यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है समझने के योग्य इसका मतलब है कि आपको एक भाषा में बहुत जटिल तरीके से नहीं लिखना चाहिए जहां एक छात्र जिसके लिए इरादा है उस के अर्थ को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं है तो यह समझ में आना चाहिए और यह छात्रों को स्वयं सीखने की योजना बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए हम कुछ अच्छे आउटकम स्टेटमेंट को देखेंगे और इन सभी विशेषताओं को स्वचालित रूप से आप महसूस करेंगे कि वे प्रासंगिक हैं और जहां उनका उल्लंघन किया जाता है वे उदाहरण भी देंगे जहां आप देख सकते हैं क्या सटीक है उस विशेष आउटकम स्टेटमेंट में क्या गलत है अब ये केवल OBE के तीन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं हैं आपको OBE रूपरेखा लेने की भी आवश्यकता नहीं है पहली बात यह है कि वे इस बारे में स्पष्ट हैं कि उन्हें पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए यह सबसे महत्वपूर्ण है जब सेमेस्टर की शुरुआत में पाठ्यक्रम की शुरुआत में छात्र को बहुत स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए वे सेमेस्टर के उस अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए यह व्यापक रूप से क्षेत्र अनुसंधान के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है जहां छात्रों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है केवल यह संवाद करने से कि वे एक कोर्स के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए और कुछ नहीं कक्षा निर्देश को नहीं बदला गया था परीक्षा को बदला नहीं गया है पाठ्यक्रम की सामग्री में कोई बदलाव नहीं किया गया है सिवाय इसके कि उन्हें संचार दिया गया था कि उन्हें पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए और इससे प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है छात्रों का और दूसरा जो मैंने पहले ही सिद्धांत कहा है या जिसे आप एसेसमेंट कहते हैं वह एक एलाइनमेंट है जो वे करने की अपेक्षा करते हैं जिसे मैंने पहले ही विस्तृत कर दिया है और इंस्ट्रक्शनल गतिविधियों को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए उन्हें प्राप्त करने के लिए संचालित किया जाता है जो उन्हें प्राप्त करने की उम्मीद है इसका मतलब है कक्षा में जो कुछ भी मैं करता हूं मेरा निर्देश हर समय छात्रों को वह हासिल करने के लिए प्रेरित करता है जो उन्हें हासिल होने की उम्मीद है तो ये 3 सिद्धांत हैं इन 3 का पालन छात्र द्वारा सीखने की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा अब आउटकम के स्तर हैं जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं 3 प्रोग्राम आउटकम हैं कृपया याद रखें कि कार्यक्रम एक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है जो कई वर्षों से फैला हुआ है आपके पास 2 साल का डिग्री प्रोग्राम हो सकता है हमारे पास 3 साल का डिग्री प्रोग्राम हो सकता है आपके पास 4 साल का डिग्री प्रोग्राम हो सकता है प्रोग्राम इस तरह परिभाषित अवधि में गतिविधियों के एक सेट को संदर्भित करता है पहले इस शब्द कोर्स का उपयोग एक प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता था यहां तक कि आज कई कॉलेज जब वे कोर्स कहते हैं तो यह वास्तव में प्रोग्राम है लेकिन अब ये शब्द जो हम उपयोग कर रहे हैं वे आधिकारिक तौर पर UGC और NAAC दोनों द्वारा पहचाने जाते हैं इसलिए हम सभी संकायों और सभी संस्थानों से इन शब्दों का उपयोग करने का आग्रह करते हैं प्रोग्राम स्नातक की डिग्री के तहत हम 3 साल की अवधि के स्नातक प्रोग्राम कहते हैं कुछ 4 साल की अवधि के स्नातक प्रोग्राम हैं प्रोग्राम आउटकम आउटकम के स्तरों के संदर्भ में हैं प्रोग्राम आउटकम आम तौर पर गैर विशिष्ट होते हैं हम अगली इकाई में अधिक विस्तृत करेंगे इसका मतलब है कि हर स्नातक को इन आउटकम को प्राप्त करना चाहिए यही इसका मतलब है चाहे वह संगीत कार्यक्रम में BA से स्नातक हो या दर्शनशास्त्र में BA हो या गणित में BA हो उसे उस कार्यक्रम के बावजूद इन आउटकम को प्राप्त करना होगा जो वह कर रहा है और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं यदि वह अर्थशास्त्र में BA कर रहा है तो उसे क्या स्पेसिफिक आउटकम्स प्राप्त होने चाहिए यह प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स हैं फिर प्रत्येक कार्यक्रम में कई कोर्सेज हैं एक बार फिर यहां पहले के कोर्स को एक विषय या पेपर के रूप में संदर्भित किया जा रहा था वे ढीले शब्द थे लेकिन इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कोर्स है इसका मतलब है एक कार्यक्रम में कई कोर्सेज हैं और प्रत्येक कोर्स में निर्धारित आउटकम का एक सेट होना चाहिए और ये शब्द UGC और NAAC द्वारा परिभाषित हैं अब हम इन तीन प्रकार के आउटकम से जल्दी से गुजरते हैं प्रोग्राम आउटकम ऐसे वक्तव्य हैं जो बताते हैं कि सामान्य कौशल शिक्षा कार्यक्रम से स्नातक होने के समय ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण छात्र को क्या प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि कौन सा विशेष कार्यक्रम इसलिए इन PO को जैसा कि हम उन्हें कहते हैं उन्हें संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा पहचाना जाना चाहिए उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय या एक संस्थान एक स्वायत्त संस्थान स्नातक कार्यक्रमों के तहत कुछ 20 की पेशकश कर सकता है स्नातक कार्यक्रमों के तहत सभी 20 के स्नातक को इन प्रोग्राम आउटकम को प्राप्त करना चाहिए वे शिक्षण अज्ञेय हैं या वे हैं जो अन्यथा हम इसे सामान्य दक्षताओं में पेशेवर कहना चाहते हैं यही हम उन्हें कहते हैं अब उदाहरण के लिए एक नमूना PO आलोचनात्मक सोच है हर कोई अब आम तौर पर तुरंत विचार करता है जो कोई भी शिक्षक कहेगा हमारे छात्र को गंभीर रूप से सोचना सीखना चाहिए अब वह उस कार्यक्रम से निरपेक्ष है जिससे वह गुजरता है वे सोच और कार्यों के आधार पर होने वाली मान्यताओं की पहचान करने के बाद सूचित कार्रवाई करते हैं इन मान्यताओं को सटीक और वैध मानने और विभिन्न दृष्टिकोणों से बौद्धिक संगठनात्मक और व्यक्तिगत को देखते हुए डिग्री की जाँच करते हैं इसलिए यह प्रोग्राम आउटकम का नमूना है जिसका किसी विशेष शिक्षण या कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है अब आप प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए आते हैं इसलिए अब अगर हम कहते हैं कि मैं जंतु शास्र में BSc कर रहा हूं तो मुझे ऐसे आउटकम्स की पहचान करने की आवश्यकता है जो जंतु शास्र के शिक्षण के संबंध में समझ में आता है इसलिए प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स एक कार्यक्रम के लिए विशिष्ट आउटकम्स हैं और ये कथन हैं जो बताते हैं कि विशिष्ट उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम से स्नातक के समय शिक्षण विशिष्ट ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण छात्रों को क्या प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए मुझे उस शब्द को एक विशिष्ट उच्च शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए PSOs एक कार्यक्रम के मूल की विशिष्टता की विशेषता रखते हैं हम बाद में फिर से विस्तृत करेंगे PSOs केवल 2 से 4 की संख्या में हो सकते हैं जो NAAC की आवश्यकता है यही कारण है कि आप बड़ी संख्या में PSOs लिखते नहीं रहते एक नमूना PSO जानवरों पौधों और रोगाणुओं के बीच संबंधों का विश्लेषण करें अब यह विशेष बात कई पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो आप प्रदान करते हैं यह इस विशेष PSO से जुड़ा सिर्फ एक कोर्स नहीं है अब कोर्स आउटकम्स पर आते हैं कोर्स आउटकम्स वे हैं जो छात्रों को एक विशेष पाठ्यक्रम के अंत में प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक हैं और वे औसत दर्जे का होना चाहिए और अवलोकन योग्य होना चाहिए एक कोर्स आउटकम्स को संबोधित करना चाहिए अब क्या होता है कार्यक्रम के स्तर पर PO और PSO हैं अब हम उन्हें कैसे प्राप्त करते हैं उन्हें पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है बेशक पाठ्यक्रम और कुछ अन्य गतिविधियाँ जो आपको हो सकती हैं जैसे परियोजनाएं प्रस्तुतियाँ क्षेत्र यात्राएं लेकिन इनमें से अधिकांश आउटकम्स को कोर्स के माध्यम से प्राप्त किया जाना है इसलिए जब भी मैं कोई कोर्स करता हूं तो प्रत्येक कोर्स PO और PSO के एक उपसमूह को संबोधित करेगा जो मैं लिखता हूं कि बाद में उस अभ्यास से गुजरूंगा लेकिन याद रखें कि अगर हम 8 PO और 4 PSO मान लें और इस 8 प्लस 4 को सभी मुख्य कोर्सेज के माध्यम से प्राप्त किया जाना है लेकिन हर कोर्स सभी 8 PO और 4 PSO को संबोधित करने में सक्षम नहीं हो सकता है उन्हें उनके उपसमूह पर संबोधित करने की संभावना है जिन्हें याद रखना चाहिए अब ये 2 सैंपल CO हैं एक पशु विविधता गैर कोर्डेटा नामक एक कोर्स से है श्रोएन्डर समीकरण का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणुओं की ऊर्जा और तरंग कार्यों की गणना करें जो क्वांटम यांत्रिकी पर एक कोर्स से आता है इसका मतलब है छात्र को हाइड्रोजन परमाणुओं की ऊर्जा और तरंग कार्यों की गणना करने में सक्षम होना चाहिए जो कि लक्ष्य है और इसके शीर्ष पर आप यह भी निर्धारित कर रहे हैं कि आप श्रोएन्डर समीकरण का उपयोग करते हुए उन ऊर्जाओं की गणना करने में सक्षम होने चाहिए जो कि CO की विशिष्टता है यह वर्तमान संदर्भ में इन आउटकम का एक संबंध है यदि आप इसे देखते हैं तो NAAC ढांचे के लिए संस्थान के विजन की आवश्यकता होती है जो संस्थान के मिशन की ओर जाता है और इन दोनों को एक साथ लाने और संस्थान के मिशन को उस विभाग के विज़न की ओर ले जाना चाहिए जिसमें प्रोग्राम दिया गया है और विभाग के विजन को विभाग के मिशन का नेतृत्व करना चाहिए और विभाग के विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ऑफ स्टडीज विभाग और UGC और CBCS के मिशन के संदर्भ में बोर्ड ऑफ स्टडीज की पहचान करता है UGC CBCS हम बाद में आपको बताएंगे वे प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम की पहचान करते हैं इन दोनों को एक साथ करिकुलम में ले जाना चाहिए UGC फ्रेम वर्क के अनुसार करिकुलम में 3 तत्व हैं एक डिसिप्लिन कोर कोर्स डिसिप्लिन इलेक्टिव और फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्सेज और स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज हैI अब यदि आप डिसिप्लिन इलेक्टिव और स्किल एनहैंसमेंट कोर्सेज देखते हैं तो ये इलेक्टिव हैं इसका मतलब है ये पाठ्यक्रम सभी छात्रों द्वारा जरूरी नहीं हैं तो सभी छात्र एक डिसिप्लिन कोर कोर्स और फाउंडेशन कोर्स यहां लेते हैं एबिलिटी एनहैंसमेंट कोर्सेज एक साथ ये केवल जो आप ले सकते हैं आप प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को प्राप्त करने के लिए विचार कर सकते हैं लेकिन हर कोर्स को कोर्स आउटकम के रूप में परिभाषित किया जाना है यह संस्थान के विजन से कोर्स आउटकम के बीच का व्यापक संबंध है अब यहाँ हम सुझाव देते हैं कि आप इन दो अभ्यासों को करते हैं एक बार फिर यह केवल आपको थोड़ा सा अभ्यास करके सुनिश्चित करने के लिए है आप समझते हैं कि एक आउटकम स्टेटमेंट क्या है या एक कोर्स आउटकम क्या है आउटकम के सभी विशेषताओं पर ध्यान देते हुए स्नातक कार्यक्रम के तहत अपने स्वयं के प्रोग्राम आउटकम के दो उदाहरण लिखें आपके द्वारा दिए गए एक स्नातक कोर्स के आउटकम के दो उदाहरण लिखिए आउटकम की सभी विशेषताओं पर ध्यान देना है यह सिर्फ अभ्यास के लिए है यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने आपके साथ बात की गई सभी विशेषताओं को ध्यान में रखा है और अगली इकाई 5 में हम मान्यता की भूमिका और मानदंडों को समझने का प्रयास करते हैं जिसके अनुसार NAAC आचरण करता है और CO PO और PSO के स्तर पर आउटकम की प्राप्ति पर गुणवत्ता लूप को बंद करने की केंद्रीयता को भी समझें गुणवत्ता लूप को बंद करना किसी भी मान्यता प्रक्रिया का केंद्रीय सिद्धांत है हम बाद में इसे विस्तार से बताएंगे